दोस्तों इस सत्र में हम समय प्रबंधन के बारे में बात करेंगे और हम समय प्रबंधन समय की माप के बारे में चर्चा करेंगे समय प्रबंधन की महत्वपूर्ण खोज लाभ और विफलताएं समय प्रबंधन की बाधाएं समय प्रबंधन प्रक्रिया और अंत में हम समय प्रबंधन के बारे में कुछ चिंताओं पर चर्चा करेंगे इससे पहले कि मैं शुरू करूँ हमें 10 कथन पढ़ने हैं आप बस जो भी आपके लिए लागू हो उसे चुनें पहला है क्या आप असाइनमेंट की समय सीमा पूरी करते हैं क्या आप अपनी महत्वपूर्ण परियोजनाओं या असाइनमेंट में ज्यादातर समय काम करते हैं क्या आप दैनिक कार्य सूची लिखते हैं क्या आप गतिविधियों के सापेक्ष महत्व का आकलन करते हैं क्या आप विभिन्न गतिविधियों के लिए समय की योजना बनाते हैं और आवंटित करते हैं क्या आप सामाजिक गतिविधियों को अपने समय में हस्तक्षेप करने से रोकते हैं क्या आपकी नियोजित गतिविधियाँ निर्धारित समय के भीतर पूरी हो गई हैं क्या आप मांगों पर समय व्यय को बदलने में सक्षम हैं क्या आप जानते हैं कि खोया हुआ समय फिर से हासिल नहीं किया जा सकता है क्या आप अपने समय का प्रबंधन करते हैं आपको कितने टिक मिले हैं प्रत्येक टिक के लिए आप एक अंक प्रदान करते हैं आपके द्वारा प्राप्त अंकों की कुल संख्या का गणन कीजिये यदि आप 7 से 9 स्कोर करते हैं तो आप समय प्रबंधन में अच्छा कर रहे हैं हालाँकि आपको एक या दो चीजों को बदलने की आवश्यकता हो सकती है यदि आपका स्कोर 4 से 6 के बीच है तो आप समय प्रबंधन में औसत हैं और आप के पास कुछ अच्छे समय प्रबंधन कौशल हैं लेकिन स्पष्ट रूप से मदद के साथ इसमें कुछ सुधार की आवश्यकता है यदि आप 1 से 3 स्कोर करते हैं तो आपको एक योजना मिलनी चाहिए या आप इन मुद्दों को संबोधित करना चाहते हैं क्योंकि यह आपके समय प्रबंधन का अच्छा संकेतक नहीं है इसलिए कृपया एक अकादमिक कोच या किसी विशेषज्ञ से सलाह लें कि आप अपने समय का प्रभावी प्रबंधन कैसे कर सकते हैं यह कहने के बाद आइए अब यह परिभाषित करें कि समय प्रबंधन क्या है समय का प्रबंधन नहीं किया जा सकता क्योंकि यह एक दुर्गम कारक है समय प्रबंधन को समय की निगरानी और नियंत्रण के तरीके के रूप में देखा जा सकता है इस संबंध में एक निश्चित अवधि के भीतर या एक निश्चित समय के भीतर कई कार्यों के प्रदर्शन के संबंध में स्व प्रबंधन के बारे में बोलना अधिक उपयुक्त होगा जो आपके लिए उपलब्ध है लेकिन स्व प्रबंधन का एक अलग अर्थ है यह स्वयं की निगरानी और विनियमन है और इसका समय पर कोई संदर्भ नहीं है इसलिए हम शब्द प्रबंधन का उपयोग करते हैं लेकिन ने सुझाव दिया कि समय प्रबंधन में आवश्यकताओं को निर्धारित करने की प्रक्रिया शामिल है इन आवश्यकताओं को प्राप्त करने के लिए लक्ष्य निर्धारित करना इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक कार्यों को प्राथमिकता देना और योजना बनाना और यह कई विद्वानों द्वारा स्वीकार की गई समय प्रबंधन की परिभाषा है बेशक परिभाषा भिन्न होती है क्योंकि कई विद्वानों ने समय प्रबंधन को परिभाषित करने की कोशिश की है लेकिन यदि आप समय प्रबंधन पर इन क्षेत्रों में विभिन्न विशेषज्ञों या लेखकों द्वारा दी गई सभी परिभाषाओं का विश्लेषण करते हैं तो समय प्रबंधन उस व्यवहार को संदर्भित करता है जिसका उद्देश्य एक प्रभावी लक्ष्य प्राप्त करना है और कुछ लक्ष्य निर्देशित गतिविधियों का प्रदर्शन करते समय समय का उपयोग करना है इसलिए यदि आप इस कथन का विश्लेषण करते हैं तो आप पाएंगे कि तीन मार्कर इससे बाहर आ रहे हैं कुछ लक्ष्य निर्देशित गतिविधियों को करते समय व्यवहार जो समय के प्रभावी उपयोग को प्राप्त करने का लक्ष्य रखते हैं इसलिए कुछ लक्ष्य निर्देशित गतिविधियों को करते समय समय के उपयोग को प्राप्त करने में प्रभावी होना चाहिए इसका मतलब है पहला यह है कि किसी को अपने समय और इस के उपयोग के बारे में आत्म जागरूकता होनी चाहिए इसका मतलब है जो कार्यों और जिम्मेदारियों को स्वीकार करने में मदद करता है जो किसी की क्षमताओं की सीमा के भीतर फिट होते हैं फिर अगल योजना व्यवहार है जैसे कि लक्ष्य निर्धारित करना कार्यों की योजना बनाना विभिन्न गतिविधियों या कार्यों या नौकरियों को प्राथमिकता देना कार्य सूची बनाना समूहन कार्य जो समय के प्रभावी उपयोग के लिए लक्ष्य रखते हैं फिर व्यवहार की निगरानी और नियंत्रण करना और इस मामले में जो निरीक्षण करना है एक प्रतिक्रिया पाश लूप Loop उत्पन्न करता है यदि हम अलग अलग नौकरियों के लिए अलग अलग समय आवंटित करते हैं तो क्या आप इसे प्राप्त करने में सक्षम हैं या कुछ व्यवधान हैं इसलिए निगरानी और व्यवहार को नियंत्रित करके हम समय के प्रभावी उपयोग का भी अनुमान लगा सकते हैं इसलिए यह समय की आत्म जागरूकता है योजना बनाना कि आप विशिष्ट गतिविधियों और विभिन्न गतिविधियों पर समय की निगरानी में कितना समय लगा सकते हैं तो तीनों चीजें एक साथ समय प्रबंधन को परिभाषित करती हैं कुछ शब्द ऐसे हैं जो समय प्रबंधन में उपयोग किए जाते हैं कभी कभी आप क्रोनोटाईप शब्द का उपयोग करते हैं यह सर्कैडियन ताल है 24 घंटों के भीतर व्यक्ति क्या करता है और कुछ लोग होते हैं जो सुबह के दौरान सक्रिय होते हैं दिन के पहले छमाही में वे बहुत सक्रिय होंगे उन्हें सुबह के प्रकार के लोग कहा जात है और कुछ लोग हैं वहाँ जो लोग शुरुआती और देर शाम के घंटों देर रात के घंटों के साथ साथ शाम के शुरुआती घंटों के दौरान सक्रिय रहते हैं वे बहुत सक्रिय होंगे और उन्हें शाम के प्रकार वाले लोग कहा जाता है इसी तरह एक और कई विशेषताएं हैं जो इसके साथ जुड़ी हुई हैं लेकिन हम में से अधिकांश सुबह के प्रकार के लोग हैं और कम शाम के प्रकार के लोग हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो समान रूप से सुबह और शाम के प्रकार हैं वे इस वर्गीकरण में नही आते है इसी तरह समय के पॉलीक्रॉनिक और मोनोक्रॉनिक उपयोग हैं कुछ लोग ऐसे हैं जो समय का उपयोग कई कार्यों में कर सकते हैं जिन्हें वे पॉलीक्रॉनिक व्यक्ति कहते हैं एक साथ एक कार्य करने के लिए दो या दो से अधिक कार्यों को एक साथ करने की प्राथमिकता देते है मोनोक्रॉनिक व्यक्तिवो है जो एक समय में एक कार्य करते हैं और वे एक के बाद एक कार्य करते हैं वे एक ही समय में एक से अधिक कार्य नहीं कर सकते हैं और संस्कृति हमारे समय के उपयोग को भी प्रभावित करती है क्योंकि यूरोप और अमेरिका जैसी पश्चिमी संस्कृतियों में यदि किसी विशिष्ट कार्य के लिए समय दिया जाता है वे उस विशेष समय में विशेष कार्य करते हैं लेकिन पूर्वी समाज में विशेष रूप से एशियाई देशों में आप यह चिह्नित कर सकते हैं कि लोग एक ही समय स्लॉट के दौरान कई कार्य करते हैं इसलिए संस्कृतियों में पश्चिमी संस्कृतियों में वे एक विशिष्ट समय में एक विशिष्ट कार्य करते हैं लेकिन पूर्वी एशियाई समाज में आप पाएंगे कि लोग एक ही समय स्लॉट पर कई कार्य करते हैं इस समय प्रबंधन को कैसे मापें बेशक शुरुआत में हमने कुछ संकेत दिए हैं कि कैसे समय प्रबंधन का मूल्यांकन किया जा सकता है लेकिन मैकान द्वारा एक लोकप्रिय पैमाना है और जिसमें तीन घटक शामिल हैं लक्ष्य और प्राथमिकताएं को अस्त करना जो कार्य सूची आप बनाते है उसका समय प्रबंधन के यान्त्रिकी एक लक्ष्य है और दूसरा समय के संगठन के लिए प्राथमिकता देना और काम करने के एक व्यवस्थित तरीके के लिए प्राथमिकता देना है तीसरा समय का नियंत्रण है इसलिए यह उस तरह से मेल खाता है जिस तरह से हम पहले समय को परिभाषित करते हैं और तदनुसार सिद्धांत भी समय प्रबंधन के लिए होते हैं और वे समय के प्रबंधन या समय प्रबंधन को मापने के इस मैकान के तरीके का अनुपालन करते हैं और समय प्रबंधन पर कुछ महत्वपूर्ण खोज हैं साहित्य कहता है कि महिलाएं पुरुषों की तुलना में बेहतर समय का प्रबंधन करती हैं पुराने छात्र या बड़े लोग छोटे लोगों या छोटे छात्रों की तुलना में बेहतर समय प्रबंधन दिखाते हैं और अपने पुराने अध्ययन में जो हम एकल और दोहरे कैरियर परिवारों में आयोजित करते हैं एकल कैरियर परिवार वह होता है जहां परिवार का एक व्यक्ति या परमाणु परिवार से नियोजित किया जाता है या तो उसके पति या पत्नी कार्यरत हैं लेकिन दोहरी कैरियर परिवार वह है जहां पति और पत्नी दोनों कार्यरत हैं एकल अंत वाले दोहरे कैरियर परिवारों में पत्नियों का अध्ययन करने पर हमने पाया कि एकल कैरियर परिवारों में पत्नियां और दोहरे कैरियर वाले परिवारों में पति अधिक समकालिक हैं इसका मतलब है कि एकल कैरियर परिवार में पत्नियां एक ही समय स्लॉट के भीतर वे कई गतिविधियां करते हैं जबकि दोहरे कैरियर परिवारों में पति एक ही समय स्लॉट में कई और गतिविधियां करते हैं और शॉर्ट रेंज प्लानिंग भी समय प्रबंधन दृष्टिकोण है जहां सह ग्रेड में महत्वपूर्ण भविष्यवक्ता होते हैं अंक औसत और यह इस शैक्षिक योग्यता परीक्षा स्कोर की तुलना में अधिक है इसका मतलब है कि इस तथ्य को देखते हुए कि आपके पास शॉर्ट रेंज प्लानिंग है और अच्छे समय प्रबंधन के दृष्टिकोण से अधिक संभावना है कि आपके शैक्षणिक प्रदर्शन में सुधार होगा या तो आप समय का प्रबंधन करते हैं या समय आपको प्रबंधित करेगा क्योंकि यह एक सीमित संसाधन है एक बार जब यह चला जाता है तो यह स्थायी रूप से चला जाता है वे छात्र जो अनुभव करते हैं कि वे अपना समय नियंत्रित कर सकते हैं या विभिन्न गतिविधियों की माँग के अनुसार अपने समय को नियंत्रित कर सकते हैं उन्होंने अपने प्रदर्शन अधिक काम और जीवन की संतुष्टि कम भूमिका अस्पष्टता कम भूमिका अधिभार और शुद्ध नौकरी से संबंधित तनाव और दैहिक तनावों के बारे में अधिक से अधिक मूल्यांकन किया इसका मतलब है कि समय को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने से न केवल हमारा प्रदर्शन अधिक से अधिक जीवन और काम संतुष्टि होगी बल्कि कम तनाव और कम भूमिका अस्पष्टता और साहित्य पर जहां सामूहिक रूप से विश्लेषण किया गया था यह पाया गया कि समय प्रबंधन भी प्रदर्शन से संबंधित है लेकिन रिश्ता सबसे कमजोर है यह मजबूत नहीं है यह सबसे कमजोर संबंध था जबकि सबसे मजबूत संबंध तब पाया गया जब समय प्रबंधन उचित है तो इसने तनाव को कम किया गया और यह भी पाया गया कि समय प्रबंधन प्रशिक्षण दिया गया है यह प्रतिभागियों को आत्म रिपोर्ट किए गए समय प्रबंधन कौशल को भी बढ़ाता है इसलिए समय प्रबंधन प्रशिक्षण आपके समय प्रबंधन कौशल और समय प्रबंधन के लाभों में सुधार कर सकता है जहां आप काम करते हैं वहां अधिक उत्पादकता और अधिक दक्षता बेहतर पेशेवर प्रतिष्ठा लाता है यदि आप किसी पेशे में काम कर रहे हैं तो कम तनाव होगा उन्नति के अवसर बढ़ेगे जीवन के लक्ष्यों के साथ साथ वाहक लक्ष्यों को प्राप्त करने के अधिक से अधिक अवसर होने और यदि आप समय का प्रबंधन करने में विफल रहते हैं तो आप समय सीमा को याद कर रहे हैं और यदि आप प्रक्रिया उद्योग में काम कर रहे हैं जहां एक विभाग का उत्पादन दूसरे विभाग के लिए इनपुट हो जाएगा तब उस मामले में अकुशल कार्य प्रवाह होगा यदि आप समय का प्रबंधन करने में असमर्थ हैं तो यह खराब कार्य गुणवत्ता होगा और अपराध की भावनाओं को जन्म देगा अपर्याप्तता अवसाद आत्म संदेह खराब प्रतिष्ठा और रुका हुआ कैरियर और उच्च तनाव का परिणाम होगा इसलिए चीजों को मत छोड़ो चीजों को वैसा ही करो जैसा तुमने तय किया है और निश्चित रूप से करे हर कोई चाहता है कि समय का प्रबंधन करने के लिए कई बाधाएं हैं और यदि आपका लक्ष्य स्पष्ट नहीं हैआप क्या करने जा रहे हैं और आपके उद्देश्य स्पष्ट नहीं हैं तो आप प्रभावी रूप से समय का प्रबंधन नहीं कर सकते क्योंकि आप नहीं जानते कि मैं क्या करने जा रहा हूं और यदि हम अव्यवस्थित हैं यदि आपने अपना कार्य और समय व्यवस्थित नहीं किया है तो आप विभिन्न कार्यों के लिए समय का आवंटन नहीं कर सकते हैं और एक प्रमुख बाधा या समय प्रबंधन में एक प्रमुख मुद्दा यह है कि कुछ लोग वे होते हैं भले ही जब कार्य उन्हें सौंपा जाए तो वे हां कहते हैं एक आवश्यक तथ्य ह है कि यदि आप अपने समय और कार्य पर जोर देने में असमर्थ हैं या नहीं और कार्य करते समय विभिन्न व्यवधान हैं इसलिए जब आप किसी विशेष गतिविधि पर काम कर रहे होते हैं तो आप ईमेल फोन कॉल का जवाब दे रहे होते हैं ये रुकावटें हैं और निष्क्रियता के समय हैं जबकि आपके पास कोई कार्य नहीं है और समय बहुत उपलब्ध है क्योंकि अवधारणा में हम हर समय कहते हैं समय कभी भी मौजूद है लेकिन कभी समाप्त नहीं होता है इसलिए यदि यह आपकी अवधारणा है तो आप प्रभावी रूप से उपयोग नहीं कर सकते क्योंकि समय 1640 हमेशा मौजूद रहता है और कभी समाप्त नहीं होता है यह आपकी अवधारणा है तो आप प्रभावी रूप से समय का प्रबंधन नहीं कर सकते हैं और बहुत से लोग एक समय में बहुत सारे काम करना चाहते हैं जो समस्या पैदा करता है और अगर आप तनावग्रस्त हैं या आप लगातार काम कर रहे हैं तो आपकी थकान तो होगी ही मानसिक तनाव भी रहेगा जो अलग अलग कामों को स्मार्ट और प्रभावी ढंग से करने में बाधा बनेगा और अंतिम रूप से सभी काम करेगा और कोई नाटक नहीं होगा हर समय काम होगा लेकिन इसमें कोई ढील नहीं है जो समय प्रबंधन के लिए भी एक बाधा है क्योंकि आप कम नहीं करेंगे आपकी बैटरी को नई गतिविधियों को करने के लिए लगातार रिचार्ज नहीं किया जाएगा तो इसलिए हर काम के बाद हमें कुछ आराम विश्राम की आवश्यकता होती है और फिर आप एक और काम शुरू करते हैं जो अधिक प्रभावी होगा यह कहा जा रहा है तो इस समय का प्रबंधन कैसे करें सबसे पहले आप समय और कार्य के लक्ष्यों को निर्धारित करते हैं जो आपको यह परिभाषित करने में मदद करेंगे कि आप क्या चाहते हैं आप कैसे जीना चाहते हैं और आप क्या हासिल करना चाहते हैं अपने आप को परिभाषित करें कि दीर्घकालिक लक्ष्य क्या होगा और आपके अल्पकालिक लक्ष्य क्या होंगे पुस्तकालय या स्थान बहुत कम विचलित होने के कारण विचलित होने से बचने के लिए अध्ययन के लिए समय का उपयोग करें और पेशे या स्कूल को पूर्णकालिक नौकरी के रूप में मानें यदि आप ऐसा करते हैं क्योंकि यह आपका मुख्य उद्देश्य अध्ययन करना है तो आप अपना समय प्रभावी रूप से प्रबंधित कर सकते हैं और प्रभावी हो सकते हैं व्यायासिक संदर्भ मे दैनिक नौकरी कैसे कर रहे है जो नौकरी आप करा रहे है उसे कैसे कर रहे है पर चर्चा करेंगे नौकरी नहीं करने का मतलब है एक तारीख का भुगतान न करना और अगर आप नौकरी नहीं करते हैं तो लगातार लंबित नौकरियां होंगी और लंबित नौकरियां आपके ऊपर तनाव डाल देंगी तो इसलिए नौकरी करना हर दिन की नौकरी आज का काम आज ही करना सबसे अच्छा विकल्प है और अगर कोई जटिल काम है तो आप जटिल नौकरी को विभिन्न घटकों में तोड़ सकते हैं जैसा कि आप इंजीनियरिंग में एक समस्या को हल करते हैं यदि एक इंजीनियरिंग समस्या हल हो जाती है तब पूरी समस्या विभिन्न घटकों में विघटित होने की होती है प्रत्येक घटक में हम देखते हैं कि इंजीनियरिंग कैसे की जा सकती है इसी तरह अगर नौकरी बहुत जटिल है तो नौकरी को अलग अलग घटकों में समेकित करें और नौकरी के प्रत्येक घटक को पूरा करें या नौकरी के प्रत्येक घटक को एक शेड्यूल के रूप में और दैनिक रूप से संभालें और आपकी तात्कालिक नौकरी से संबंधित को छोड़कर हर दिन सभी कागजात का डेस्क साफ करे उस विशेष दिन में की जाने वाली नौकरियों की सूची बनाएं या एक कार्यसूची तैयार करें और यदि संभव हो तो जब आप कार्यसूची तैयार कर रहे हों यदि कुछ नौकरियां दूसरों को सौंपी जा सकती हैं तो आप दूसरों को नौकरी सौंप सकते हैं लेकिन साथ ही साथ जिस समय आपको उस व्यक्ति को देखना है जिसे आप नौकरी सौंप रहे हैं उसके पास नौकरी करने की क्षमता और रुचि होनी चाहिए और साथ ही जब आप नौकरी सौंप रहे हों तो कुछ अन्य व्यक्ति या संसाधन हो सकते हैं जो काम करने से जुड़े हैं इसलिए व्यक्तियों को सूचित करें और संसाधन की व्यवस्था भी करें ताकि व्यक्ति कर्ता की मदद कर सकें और साथ ही संसाधन प्रतिनिधि के लिए भी हो सकते हैं और एक बार नौकरी सौंपने या किसी अन्य व्यक्ति को नौकरी सौंपने के बाद आप भी निगरानी करते हैं क्योंकि निगरानी करना और याद दिलाना बहुत महत्वपूर्ण है अन्यथा यह काम कभी पूरा नहीं होगा नौकरी करने से उनके आत्म विकास और विकास को बढ़ावा मिलेगा और उसी समय जो हम देखने के लिए दी गई नौकरी को सौंप रहे हैं उस व्यक्ति को कुछ स्वतंत्रता और लचीलापन दें क्योंकि अगर हर बार नौकरी करने का तरीका तय किया जाएगा और समय का प्रबंधन हो जाएगा तो उस स्थिति में जो व्यक्ति नौकरी कर रहा है या प्रतिनिधि काम करने में रुचि खो देगा वह नौकरी करने में अपनी रचनात्मकता और नवीनता का प्रयोग नहीं करेगा तो और उसके बाद आप महत्वपूर्ण के क्रम में नौकरी को प्राथमिकता देते हैं और प्रत्येक काम के लिए समय स्लॉट को ठीक करते हैं और ठीक करने के बाद नौकरी करने के लिए कुछ संसाधनों जैसे कंप्यूटर कान का समर्थन मशीन समय आदि की आवश्यकता होती है तदनुसार संसाधनों को व्यवस्थित करें पहला कार्य ये करें ताकि तनाव ना हो आम तौर पर लोग मुश्किल से शुरू होते हैं ताकि तनाव ना हो या अगर आप नौकरी से बहुत असहज हैं या आप उस काम से बहुत सहज महसूस नहीं कर रहे हैं जो आपको सौंपा गया है तो सबसे सरल तरीके से शुरू करें ताकि यह आपके आत्मविश्वास का निर्माण करे और फिर आप नौकरी करने में कठिनाई के स्तर को बढ़ा सकते हैं इसलिए संसाधनों को व्यवस्थित करें अगला पहला काम पहले करें मुश्किल काम पहले ताकि तनाव ना हो नौकरी पूरी करने के बाद बातचीत से आराम करें शांत बैठें कुर्सियाँ खाली करें ताकि आप फिर से एक नया काम करने के लिए उतावले हो जाएँ अगली नौकरी का प्रयास करें और ड्यूटी के घंटे के दौरान काम करें जब तक कि उस दिन सभी नौकरियां पूरी न हो जाएँ और ऐसा करने से आप मे आत्मविश्वास बढ़ेगा यह आपको आत्म अनुशासन सिखाएगा और यह लक्ष्य प्राप्ति को सुनिश्चित करेगा और आपके परिवार को समय देने समुदाय को समय देने और समुदाय के लिए स्वेच्छा से काम करने या इसमें भाग लेने जैसे अन्य गैर कार्य गतिविधियों के लिए समय छोड़ देगा दोस्तों और रिश्तेदारों को आप समय दे सकते हैं यदि आप इसे इस तरह से करते हैं तो यह गैर कार्य गतिविधियों के लिए समय छोड़ देगा और यह मूल रूप से आपकी दैनिक गतिविधियों के लिए एक योजना और समस्या को सुलझाने का दृष्टिकोण है इसे करने से आप संतुष्ट भी महसूस करेंगे और आपका तनाव का स्तर कम होगा क्योंकि आप अगले दिन के लिए कोई काम अपूर्ण नहीं रख रहे हैं और जब आप नौकरी कर रहे होते हैं तो आप सुबह के शेड्यूल का मूल्यांकन करते हैं कि आप क्या करने जा रहे हैं फिर से उस दिन के अंत में जब आप भी मूल्यांकन करते हैं और पुनर्मूल्यांकन करते हैं इसका मतलब है आप क्या करने जा रहे हैं यह पुनर्मूल्यांकन करने की मैं क्या कर रहा हूं यदि यह नहीं है तो मुझे क्या बदलने की जरूरत है और तदनुसार आप अपना व्यवहार बदल दें ताकि आप प्रभावी रूप से समय का प्रबंधन कर सकें कुछ चिंताएँ यह हैं कि यदि व्यक्ति को नौकरी करने की स्वतंत्रता नहीं है या उसके पास स्वयं शासन का अभाव है या व्यक्ति के पास नौकरी करने की क्षमता नहीं है या वह अपना स्वयं का काम का क्राफ्टिंग नहीं कर रहा है इसका मतलब है उसके पास नौकरी करने की क्षमता कम है और अगर काम का बोझ कम है तो दूसरों का प्रभाव कम है और उनकी नियोजन प्रणाली कम है तो समय प्रबंधन एक विकल्प है जब नौकरी की स्वयं शासन अधिक होती है नौकरी की क्राफ्टिंग अधिक होती है काम का बोझ अधिक होता है दूसरों का प्रभाव अधिक है और नियोजन प्रणाली लागू है तो समय प्रबंधन एक आवश्यक है अच्छे नियोजक अपना नियोजित कार्य करते हुए समय का प्रबंधन करने में कमजोर हो सकते हैं इसलिए समय का आकलन करने से समय को नियंत्रित करने और तनाव से बचने का एक साधन हो सकता है क्योंकि वे कार्य को पूरा करने के लिए पर्याप्त समय देते हैं हालाँकि आप उन लोगों को पाएंगे जो रचनात्मक हैं उनके लिए नौकरी पर एक समय प्रस्तुत करना बहुत मुश्किल है क्योंकि रचनात्मकता एक नौकरी नहीं हो सकती है जो एक सख्त समय के भीतर पूरा हो सकती है यह तब हो सकता है जब आप एक नया उत्पाद विकसित कर रहे हों तो 3 साल या 4 साल या 5 साल लग सकते हैं इसलिए इस बार प्रबंधन की अवधारणा रचनात्मक लोगों के लिए बहुत सही नहीं है हालाँकि उन्हें अलग अलग घटकों में नौकरी को विघटित करने के लिए कहा जा सकता है और प्रत्येक घटक को प्रत्येक घटक को निर्धारित समय के भीतर पूरा करने का प्रयास करना चाहिए कुछ चिंताएँ हैं यदि आप समय प्रबंधन मैट्रिक्स में देखते हैं तो आपको यह देखना होगा कि क्या जरूरी और महत्वपूर्ण है जिसे सबसे पहले लिया जाना चाहिए वह है संकट दबाव वाली समस्याएँ मृत लाइन संचालित परियोजनाएं बैठक और तैयारी ये सबसे महत्वपूर्ण और जरूरी हैं एक धुरी में आप अत्यावश्यक और गैर जरूरी लेते हैं एक और धुरी मे आप लेते हैं महत्वपूर्ण और गैर महत्वपूर्ण लेते हैं जैसे चार बिक्री आपको मिल रही है सबसे महत्वपूर्ण बिक्री उन नौकरियों के साथ है जो आपके लिए महत्वपूर्ण और जरूरी हैं दूसरे इतने महत्वपूर्ण नहीं हैं अंतिम रूप से आप व्यायाम देखते हैं इसे बाल्टी मे पत्थर या समय प्रबंधन टाइम मैनेजमेंट कार्य कहा जाता है और यहाँ पाँच तत्व हैं एक बाल्टी है कुछ बड़ी चट्टानें कुछ छोटे पत्थर कुछ रेत और पानी बाल्टी आपका उपलब्ध समय है चट्टान पत्थर रेत पानी बाल्टी को छोड़कर चारों तत्व काम हैं पहले आपको टास्क पूरा करना होता है और टास्क को पूरा करने के लिए आपको यहां और वहां बहुत सारे छोटे काम करने होते हैं ताकि जॉब पूरी हो जाए बाल्टी में बड़ी चट्टानों को रखो क्या यह भरा हुआ है जवाब है नहीं छोटे पत्थरों को बड़ी चट्टानों के चारों ओर रख दें क्या यह भरा हुआ है जवाब है नहीं रेत को अंदर रखो और उसे हिलाओ क्या यह बाल्टी भरा हुआ है जवाब है नहीं बाल्टी में पानी भरे क्या बाल्टी भरा हुआ हाँ अब यह भर गया है हम यहाँ से जो सीखते हैं वह यह है कि जब तक आप बड़ी चट्टानों को नहीं डालेंगे तब तक आप उन्हें बिल्कुल नहीं पाएँगे दूसरे शब्दों में सबसे पहले अपने बड़े मुद्दों के लिए समय स्लॉट्स की योजना बनाएं या अपरिहार्य रेत और पानी का मुद्दा आपके दिनों को भर देगा और आप बड़े मुद्दों को बढ़ावा नहीं देंगे ध्यान दें कि बड़ा काम जरूरी काम नहीं है यह एक छुट्टी हो सकता है और फिर आप सोचते हैं कि आप समय का प्रबंधन कैसे करते हैं